तो पहले के व्याख्यान में हमने प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की थी लिगैंड क्या है छात्र छोटे अणु जैसी दवा छोटे अणु यह सक्रिय साइट या बैईंडिंग साइट के साथ बातचीत करने पर प्रोटीन की गतिविधि को गति प्रदान कर सकते हैं तो यह एक उत्प्रेरक या अवरोधक या न्यूरोट्रांसमीटर आदि हो सकता है इसलिए अब जब वे प्रोटीन के साथ बातचीत करते हैं तो आप किसी भी दवा के लक्ष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं तो डॉकिंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं छात्र रिजिड और फ्लेक्सिबल रिजिड और फ्लेक्सिबल डॉकिंग रिजिड डॉकिंग क्या है छात्र तो प्रोटीन रिजिड है आप प्रोटीन की बैईंडिंग साइट को रिजिड के रूप में देख सकते हैं लिगैंड भी एक विरूपण है जिसे आप डॉक कर सकते हैं आप लिगैंड के लिए अलग अलग रचना कर सकते हैं आप प्रोटीन को खींच सकते हैं हमें स्कोर मिलता है फ्लेक्सिबल डॉकिंग क्या है स्टूडेंट कुछ तो होगा तो यहाँ प्रोटीन वे फ्लेक्सिबल भी हैं इसलिए आप विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की अनुमति दे सकते हैं इस मामले में आपको अलग अलग नमूने मिलेंगे इसलिए इन सैंपलिंग के लिए आप इस स्कोरिंग फंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको किसी विशेष सक्रिय साइट के लिए लक्ष्य की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा स्कोर मिलेगा तो डॉकिंग करने के लिए हमें मुख्य रूप से सक्रिय साइट और अलग अलग पोज के साथ साथ लिगैंड्स को प्रोटीन की आवश्यकता होती है फिर आप डॉकिंग के प्रकारों के साथ जोड़ सकते हैं तो फिर हम डॉकिंग करते हैं जो दो अलग अलग पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है छात्र सर्च एल्गोरिथ्म Search algorithm एक कंफर्मेशन सैंपलिंग है और दूसरा फंक्शन स्कोरिंग है प्रोटीन रचना साथ मै सक्रिय साइटें के नमूने के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं छात्र व्यवस्थित और स्टोचस्टिक Systematic and stochastic व्यवस्थित या स्टोचैस्टिक व्यवस्थित रूप के अंदर आपको व्यवस्थित रूप से सभी संभावित समझौते करने की आवश्यकता है इसका समय लगता है लेकिन आप डेटा प्राप्त कर सकते हैं यह छोटे यौगिकों के लिए अच्छा है इसलिए यदि आपके पास स्टोचस्टिक एक है इसलिए इस मामले में बेतरतीब ढंग से यह चुन सकते हैं विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम हमने चर्चा की नमूने के लिए हमने किन एल्गोरिदम पर चर्चा की छात्र सिम्युलेटेड एनालिंग सिम्युलेटेड एनालिंग और जेनेटिक एल्गोरिथ्म इसलिए प्रोटीन के रचना के नमूने के लिए अलग एल्गोरिथ्म का उपयोग करें फिर स्कोरिंग फ़ंक्शन के बारे में तो स्कोरिंग फ़ंक्शन क्या है छात्र जिसमें बैईंडिंग ताकत है यह एक प्रकार का ऊर्जा कार्य है इसलिए ऊर्जा फ़ंक्शन जो कुछ मूल्यों के संदर्भ में बैईंडिंग एफिनिटी प्रदान कर सकता है जिसे स्कोर कहा जाता है यह आपको किसी भी प्रोटीन की एक अलग पोज़ के लिए बताएगा सक्रिय साइट जिसमे लिगैंड फिट हो सकती है सबसे अच्छा इस विशेष पोज़ के साथ तो विभिन्न प्रकार के स्कोरिंग कार्य आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सा लिगंड सबसे अच्छा है उदाहरण के लिए आकृति या रासायनिक पूरक आप एम्पिरिकल क्षमता ऊर्जा देख सकते हैं फिर बल क्षेत्र तब हमने प्रसार मूल्यों के बारे में चर्चा की हम प्रवृत्ति की गणना करते हैं फिर क्षमता में परिवर्तित होते हैं ज्ञान आधारित विधि और सर्वसम्मति आप विभिन्न संयोजनों के उपयोग को विभिन्न क्षमताओं के रूप में देख सकते हैं तो साहित्य में कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं उनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से डॉक और ग्लाइड के उदाहरण के लिए उपलब्ध हैं यह श्रोडिंगर Schrodinger के हिस्से में उपलब्ध है आप डॉकिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं तो अब सवाल डॉकिंग है कि यह पहचानने का एकमात्र तरीका है कि कौन सा लिगंड इस विशेष पोज़ के साथ फिट हो सकता है तो हमारे पास यौगिकों का एक पूल है उदाहरण के लिए 5 मिलियन यौगिक संभावित 8 यौगिकों की पहचान कैसे करें इस तकनीक को वर्चुअल स्क्रीनिंग कहा जाता है तो यह यौगिकों की स्क्रीनिंग के लिए कम्प्यूटेशनल या सिलिको एल्गोरिथ्म में है तो वर्चुअल स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या है हमारे पास प्रोटीन और लिगैंड है जो आपको स्कोर देगा और यह इन लिगेंड को रैंक कर सकता है और संरचनाओं का एक सेट भी फ़िल्टर कर सकता है क्या यह फिट हो सकता है या यह प्रोटीन साइट में किसी विशेष रचना के साथ फिट नहीं है तो आप ऐसा करने के लिए डॉकिंग का उपयोग कर सकते हैं तो इस मामले में आप इसे यौगिकों में फिट कर सकते हैं आप कुछ पुस्तकालयों को संश्लेषित करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं और प्रयोगों के लिए कुछ घटकों को खरीदने का सुझाव भी दे सकते हैं तब इस मामले में अंतिम प्रयोगात्मक सत्यापन की आवश्यकता होती है भले ही आप वर्चुअल स्क्रीनिंग का उपयोग करके किसी भी लीड यौगिक की पहचान करें यह है कम्प्यूटेशनल तकनीक इसलिए अगर मैं यहां प्रोटीन देता हूं तो सक्रिय साइट शायद कहाँ है आप देख सकते हैं यह यहाँ फिट हो रहा है तो आप कुछ गुहाओं को देख सकते हैं और यहां कई लिगेंड हैं आप लिगेंड्स का डेटाबेस कह सकते हैं तो वर्चुअल स्क्रीन क्या करती है यह बताती है प्रोटीन और लिगंडस डेटाबेस के बारे मैं हम कई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं तो इन सभी लिगेंड्स में से देखें कौन सा लिगंड इस विशेष प्रोटीन के साथ फिट होगा इस मामले में सबसे अच्छा कौन सा है छात्र एनएडी NAD आप देख सकते हैं कि एनएडी इस सूची के लिगैंड्स से इस प्रोटीन के संयोजन के लिए सबसे अच्छा मैच पाया जाता है कुछ और उदाहरणों के रूप में यह ऑक्सीजन परिवहन अणु के लिए एक डेटा है माइग्लोबिन और लिगैंड में सतह और यहां आप इन्फ्लूएंजा वायरस बी देख सकते हैं इस ज़नामिविर के साथ न्यूरोमिनिडेस कॉम्प्लेक्स यह यहाँ ज़नामिविर है यह प्रोटीन साइट है फिर वे कैसे फिट हैं यह एक और एचआईवी प्रोटीज़ है जिसे आप एस्पार्टिल समूहों में भी कर सकते हैं यह इस सक्रिय साइटों के रूप में कार्य कर सकता है ताकि लिगेंड्स इस साइट पर बातचीत कर सकें तो प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स के लिए साहित्य में उपलब्ध कई उदाहरण हैं तो यदि आप इन उपलब्ध लिगैंड्स पर गौर करते हैं कई संरचनाएँ आप इनमें से कुछ रासायनिक संरचनाओं के आधार पर सीधे अस्वीकार कर सकते हैं साथ ही छल्ले की उपलब्धता या पांच के लिपिन्स्की नियम the lipinski rule of five उदाहरण के लिए मैंने कई अस्वीकार किए गए यौगिकों को उदाहरण के लिए विभिन्न पहलुओं के आधार पर दिखाया यह एक लें तो यहाँ एक अणु भार 837 है हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता 15 है इसलिए इन दोनों ने 5 के लिपिंस्की नियम का उल्लंघन किया है 5 का लिपिंस्की नियम क्या है छात्र आणविक भार यह 500 से कम होना चाहिए 500 से कम छात्र हाइड्रोजन बांड में स्वीकर्ता 10 से कम होना चाहिए स्टूडेंट और डोनर 5 से कम होना चाहिए 5 से कम छात्र और लॉग और विभाजन गुणांक 5 से कम इस गुणांक इसलिए यदि आप कंपाउंड नंबर 1 देखते हैं यह यौगिक आणविक भार 837 है और हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता 15 है तो इस मामले में आपने दो पहलुओं का उल्लंघन किया है तो यह दवा की तरह अणु नहीं हो सकता है यहां इस को मुख्य रूप से खारिज कर दिया है जाता है क्योंकि यह पानी में अघुलनशील है क्योंकि घुलनशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घुलनशील नहीं है इस मामले में अगर यह दवा है यह घुलनशील नहीं है इस मामले में यह खारिज कर दिया जाता है तो यहाँ इस एक के कई छल्ले हैं इसलिए इस वजह से उन्होंने इस कंपाउंड को खारिज कर दिया यहाँ आप अकार्बनिक और हेटेरो एटम पर निर्भर हैं तो इस वजह से इस क्षेत्र में उन्होंने इस परिसर को अस्वीकार कर दिया तो यहाँ कई विषैले समूह हैं और यहाँ आप कई प्रतिक्रियाशील समूह देख सकते हैं कुछ मामलों में कई चिरल केंद्र हैं तो ये विभिन्न पहलू हैं कि हमने कुछ अणुओं को कैसे खारिज कर दिया जो अणु को विनियमित नहीं कर सकता है तो फिर हमें वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या चाहिए यौगिकों के कई सेट इसलिए कई सक्रिय उनमें से कुछ निष्क्रिय हैं इसलिए हमें क्रियाकलापों और निष्क्रियताओं की पहचान करने और निष्क्रियताओं को अस्वीकार करने और सकारात्मकता प्राप्त करने की आवश्यकता है फिर हमें क्वालिटी नॉवेल लीड प्राप्त करना है क्योंकि हमें क्वालिटी मिलनी चाहिए तो यह संभावित रूप से यह एक दवा हो सकती है तो आप एक बैईंडिंग मोड को पुन पेश करते हैं और बैईंडिंग एफिनिटी की भविष्यवाणी करते हैं और विविध यौगिकों को रैंक करते हैं फिर हम डेटाबेस खनन द्वारा हिट दर प्राप्त करते हैं फिर आपको झूठी सकारात्मकता और झूठी नकारात्मक को कम करना होगा और फिर यह एक संरचना आधारित दवा डिजाइन प्राप्त करने के लिए तेज होना चाहिए तो यौगिकों के पूल से यौगिकों की जांच के लिए आपको विभिन्न चरणों की आवश्यकता है अणु जैसे लीड की पहचान करने के लिए मैं एक उदाहरण दिखाता हूं यहाँ के लिए आप सी यस कीनेस प्रोटीन देख सकते हैं यह इस कोलोरेक्टल कैंसर colorectal cancer में शामिल है तो लक्ष्य सी यस कीनेस है इस विशेष प्रोटीन के लिए अवरोधकों की पहचान कैसे करें तो 2014 में टोक्यो प्रौद्योगिकी संस्थान उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की क्योंकि डॉकिंग के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए हमने विभिन्न सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की ऑटोडॉक और ग्लाइड और कई सॉफ्टवेयर इसी तरह वहाँ सैकड़ों सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं तो संभावित यौगिकों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके इसलिए यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये कोई भी विधि संभावित यौगिकों की संभावित पहचान कर सकती है दूसरा प्रश्न है क्या कोई बेमेल है या मेल है या ओवरलैपिंग है विभिन्न तकनीकों की जो संभावित रूप से समान यौगिकों की पहचान कर सकता है और क्या हम विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास विभिन्न विधियां हैं और आपको विविध यौगिक मिलते हैं तब आप यौगिकों के पूल को सीमित सेट तक कम कर सकते हैं और हम प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए जा सकते हैं उस पृष्ठभूमि के आधार पर उन्होंने कैस्प की तरह एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कैसप क्या है छात्र क्रिटिकल असेसमेंट हैं क्रिटिकल असेसमेंट किसका छात्र प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी प्रोटीन की भविष्यवाणी प्रोटीन संरचनाएं इसी तरह यहां उन्होंने एनमाइन से 22 मिलियन यौगिकों को दिया उन्होंने एनमाइन यौगिकों का उपयोग क्यों किया क्योंकि वहां सभी यौगिक आसानी से उपलब्ध हैं इसलिए उन्हें संश्लेषण करने और समय लेने की आवश्यकता नहीं है फिर हम ज्ञात संरचनाओं के साथ अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं और एक बार जब हम यौगिक प्रस्तुत करते हैं तो वे प्रयोग करेंगे और फिर तुलना करें कि क्या इनमें से कोई भी कंपाउंड संभावित गतिविधि को बाधित कर रहा है समानांतर जैव सूचना विज्ञान की इस पहल के लिए यह प्रमुख भूमिका है इसलिए मैं समझाता हूँ तो सी यस कीनेस क्या है आप सी यस कीनेस देख सकते हैं यह काइनेज परिवार से है तो यहाँ यह कोलोरेक्टल कैंसर में भी शामिल है इसलिए यह प्रमुख लक्ष्यों में से एक है इसके कई डोमेन हैं उदाहरण के लिए SH3 डोमेन यह 2 डोमेन है ये डोमेन Src जैसे परिवार के अन्य सदस्यों के समान हैं सही fyn lyn और इतियादी तो यह एक उत्प्रेरक साइट है यहाँ आपके पास दो फोस्फोरीलेशन साइट है एक वाई 416 है एक और वाई 527 है यहाँ आप SH3 डोमेन देख सकते हैं यह SH2 डोमेन है और यहाँ यह लिंकेज है और यहाँ एक सक्रियण लूप है यह लूप यह हिस्सा इस अवरोधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अगर हम साहित्य में देखें तो cSrc kinase की क्रिस्टल संरचना ज्ञात है लेकिन सी यस कीनेस ज्ञात नहीं है लेकिन अन्य सदस्यों के साथ होमोलॉजी बहुत अधिक है तो टाइरोसिन 416 तो यह सक्रियण लूप में है यह यहां सक्रियण लूप है इसलिए यहां टायरोसिन 416 है यह काइनेज की सक्रियता के दौरान फोस्फोरीलेशन से गुजरता है फिर संभावित अवरोधकों की पहचान कैसे करें इसलिए डॉकिंग करने के लिए हमें प्रोटीन के साथ साथ लिगैंड की भी आवश्यकता होती है यहाँ प्रोटीन है यहाँ प्रोटीन क्या है छात्र सी यस कीनेस सी यस कीनेस एक प्रोटीन है तौ प्रोटीन हम जानते हैं लेकिन प्रोटीन संरचना हम नहीं जानते हैं फिर लिगंड लिगंड की लाइब्रेरी क्या है लाइब्रेरी की जाँच करें इसलिए आखिरी कक्षा में जब हमने डॉकिंग के बारे में चर्चा की डॉकिंग से पहले हमें प्रोटीन तैयार करने के साथ साथ लिगंड तैयार करने की आवश्यकता है तो अब हमारे पास एनमाइन लाइब्रेरी है लिगेंड तैयार करने के लिए और आपके पास प्रोटीन है तो प्रोटीन भी हमें तैयार करना है सही मैं समझाऊंगा कि हम क्या करेंगे इसलिए पहले हमें एनमाइन लाइब्रेरी 22 मिलियन यौगिक मिलते हैं हमें उन सभी मापदंडों को अनुकूलित करने या जांचने की आवश्यकता है की वह यहाँ स्थिर है या नहीं एक बार जब आप अनुकूलन करते हैं तो आप भौतिक भौतिक गुणों जैसे विभिन्न भौतिक गुणों की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए आणविक भार हाइड्रोजन बांड डोनर्स स्वीकर्ता और मोलर रेफ्रेक्टिविटी तो विभिन्न भौतिक रासायनिक गुण आप इन गुणों की गणना कर सकते हैं तो यह लिगेंड्स के साथ है फिर इन 22 मिलियन ligands में से कई लिगैंड्स हम अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि मैंने उन यौगिकों के बारे में चर्चा की है जिन्हें आप शुरुआत में अस्वीकार कर सकते हैं इसलिए हम स्क्रीनिंग और अंतिम जाँच के लिए नहीं जाते हैं इसलिए हम इनमें से कुछ विशेषताओं के आधार पर अस्वीकार कर सकते हैं तो उस उद्देश्य के लिए हमने क्या किया तो हमें सी यस कीनेस अवरोधकों का पता चलता है इस प्रयोगात्मक डेटा बाइंडिंग DB से इस के पास कुछ सी यस कीनेस अवरोधकों के लिए डेटा है ज्ञात अवरोधक लेकिन जो इस एनमाइन लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है यदि एनमाइन लाइब्रेरी में उपलब्ध है तो वे उस एक को हटा देते हैं तो अब सभी 460 तो उनमें से कुछ समान हैं उनमें से कुछ विविध हैं इसलिए हमें विविध यौगिकों की आवश्यकता है इसलिए tanimoto गुणांक का उपयोग करते हुए विविध यौगिक प्राप्त करें मैं जल्द ही समझाऊंगा इस मामले में हम 460 को कम कर सकते हैं 159 ligands फिर 153 के बीच आप कुछ भौतिक रासायनिक गुणों की गणना करते हैं इसे एक्टीव्स कहा जाता है क्योंकि पहले से ही बाइंडिंग एफिनिटी को नहीं जानते हैं इसलिए उन्हें अवरोधक के रूप में जाना जाता है तो अब हम इस भौतिक रासायनिक गुणों और इस 22 मिलियन ligands के भौतिक रासायनिक गुणों की तुलना करते हैं आप विचलन के साथ तुलना करते हैं फिर हम कई यौगिकों को निकाल सकते हैं हम केवल 5200 यौगिकों के साथ समाप्त हो गए इसलिए हम 22 मिलियन से 5000 यौगिकों तक काफी कम कर सकते हैं फिर हमने कुछ डिकॉय जोड़े क्योंकि यह देखने के लिए कि क्या डिकॉय को सही ढंग से समाप्त किया गया है और एक्टिविस्ट्स की सही पहचान की गई है तो इस 5000 यौगिकों को हमने इस 159 एक्टिविस्ट और 6000 डीकोयस में जोड़ा ताकि यह 11761 यौगिक हो जाए अब लिगैंड पक्ष हमने इस प्रकार का यौगिक तय किया प्रोटीन पक्ष में इसलिए हम जानते हैं कि लक्ष्य सी यस कीनेस संरचना ज्ञात नहीं है अतः हमारे पास Srin kinase नामक टेम्प्लेट हो सकता है 90 प्रतिशत से अधिक की अनुक्रम पहचान के साथ इसलिए यदि यह 90 प्रतिशत से अधिक है हम क्या कर सकते है हम होमोलॉजी मॉडलिंग का उपयोग करके मॉडल कर सकते हैं इसलिए आप होमोलोगी मॉडल ले सकते हैं आप होमोलॉजी मॉडल प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम इस सी यस कीनेस की होमोलॉजी मॉडलिंग प्राप्त करते हैं लेकिन इस तरह से केवल एक स्थिर संरचना है इस मामले में हमें केवल एक ही रचना मिलता है इसलिए प्रोटीन में न केवल सक्रिय साइटें अलग अलग होती हैं बल्कि अन्य स्थान भी उनके अलग अलग होते हैं तदनुसार एक्टिविज़ की रचना भी बदल जाती है तो इस मामले में आप एमडी सिमुलेशन कर सकते हैं यह सिमुलेशन मुख्य रूप से इन काइनेज डोमेन को अलग अलग आकार देता है और अनुरूपता को पूरा करता है और अंत में हमें कुछ 7 संरचनाएं मिलती हैं यह 7 एक होमोलॉजी मॉडल है और एक Src kinase है इसे प्रोटीन के रूप में लें फिर इस लिगैंड और इन प्रोटीनों के साथ आप डॉकिंग कर सकते हैं अब हम लिगैंड्स को काफी कम कर सकते हैं आप उच्च थ्रूपुट वर्चुअल स्क्रीनिंग या साधारण रियायत precession या अतिरिक्त रियायत का उपयोग कर सकते हैं आप इन सभी स्क्रीनिंग विधियों को अंतिम यौगिकों को प्राप्त करने के लिए करेंगे उदहारण के लिए 120 यौगिकों तो पहले हम लिगैंड तैयार करते हैं और ज्ञात क्रियाकलापों के साथ लिगैंड की तुलना करते हैं और यहां तक कि हम भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर लिगैंड की कुल संख्या को कम करते हैं उन्होंने परीक्षण उद्देश्य के लिए एक्टिविज़ और डिकॉय शामिल किए तब हम होमोलोगी मॉडलिंग और एमडी सिमुलेशन का उपयोग करके प्रोटीन पक्ष तैयार करते हैं और हम डॉकिंग बनाते हैं और अंत में हमें यौगिक मिलते हैं और हम इसे स्क्रीन कर सकते हैं तो यह कैसे करना है पहले हमें लिगेंड मिलते हैं तो अब मेरा मतलब है कि हम 22 मिलियन यौगिक फिर यह देखने के लिए कि क्या यह यौगिक कोई समानता दिखाता है या हम इस सी यस कीनेस के लिए अवरोधकों की पहचान कैसे कर सकते हैं हमने बाइंडिंग DB की जांच की तो इस मामले में हमारे पास 1 से 1000 नैनोमोलर रेंज की तरह पहले से बताए जाने वाले कार्य हैं तो में 460 यौगिकों पर विचार किया है फिर DUD E 6 इससे आपको उन संख्याओं की संख्या मिल जाएगी जिन्हें ये Src परिवार के लिए नॉन बाइंडर के रूप में जाना जाता है ये नकारात्मक डेटाबेस हैं इसलिए हमारे पास नकारात्मक हैं हमारे पास सकारात्मक हैं हम उपयोग कर सकते हैं यह एक नियंत्रण था और इसके आधार पर हम नए अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं और आप प्रयोगों का उपयोग करके केवल मान्य कर सकते हैं अब पहले हम लिगेंड प्राप्त करते हैं पहले हम उस अनुकूलन की चर्चा करते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी जैसे हमें स्टीरियोसोमर्स और अलग अलग टॉटोमर्स की आवश्यकता है और आप आयनीकरण कर सकते हैं और इतियादी इन सभी चीजों को सही बनाओ और हम इन सभी विभिन्न राज्यों का उपयोग करके निर्देशांक उत्पन्न करते हैं हम विभिन्न निर्देशांक उत्पन्न करते हैं फिर आप ओपीएलएस बल क्षेत्र का उपयोग करके संरचना को कम करते हैं जो कि बल क्षेत्र की तरह है जो ऊर्जा की गणना करता है और अंत में न्यूनतम न्यूनतम संरचना को बनाए रखा प्रत्येक लिगैंड के लिए हमने संभावित स्टेट्स के आधार पर अलग अलग समझौते प्राप्त करने की कोशिश की और हम निर्देशांक उत्पन्न करते हैं और संरचना को कम करते हैं हमने न्यूनतम संरचना को बनाए रखा इसी तरह आप उत्पन्न कर सकते हैं लिगेंड तैयार करें एक बार जब लिगंड तैयार हो जाते हैं तब हम भौतिक रासायनिक गुणों की गणना के लिए लिगैंड का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम में Qikprop हम 80 से अधिक भौतिक रासायनिक गुणों की गणना करते हैं उदाहरण के लिए आणविक भार अणु के द्विध्रुवीय क्षण और सुलभ सतह क्षेत्र और इस क्षेत्र के हाइड्रोफोबिक घटक हाइड्रोफिलिक घटक और पाई घटक और इतियादी तो हम विभिन्न संपत्तियों की गणना कर सकते हैं 80 से अधिक गुण और विभिन्न गुणों के बीच हम उन सर्वोत्तम गुणों का चयन कर सकते हैं जो फिट हो सकते हैं या जो बैईंडिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं विभिन्न गुण जो बैईंडिंग के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं क्या हैं छात्र आकृति पूरक सही आप हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं फिर आप लॉग पी देख सकते हैं आप देख सकते हैं आणविक भार कुछ गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं कुछ अन्य गुणों के साथ आप पांच या अधिक ले सकते हैं उन गुणों के आधार पर जो लक्ष्य के साथ बंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं तो अब उदाहरण के लिए ligands को फ़िल्टर करें यदि आपके पास ligands 1 और 2 है या तो आप दोनों को लेते हैं या आप केवल एक को लेते हैं यदि आपके पास अनुक्रम है गैर निरर्थक अनुक्रम संरचनाएं अनुक्रम गैर अनावश्यक अनुक्रम प्राप्त करने के लिए पहचान कैसे करे छात्र क्लस्टर क्लस्टर हमारे पास क्लस्टरिंग है समानता देखें हम 40 प्रतिशत या 30 प्रतिशत की समानता लेते हैं यहां तक कि वे समान हैं तो शायद आप एक ले सकते हैं आपको दोनों में समानता नहीं मिलती है आपको गैर अतिरेक अनुक्रम को बनाना चाहिए इसी तरह लिगेंड्स यदि आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के तत्व elements हैं एक रिंग रिंग एक पहले यौगिक में मौजूद है हाँ रिंग एक दूसरा यौगिक मै मौजूद है छात्र हाँ हाँ तो इस OHO की तरह दूसरा यहाँ मौजूद है छात्र नहीं हाँ यहाँ ओएचओ वही छात्र हाँ सही है ये हाँ यह यहाँ है और यह यहाँ है यह हाँ है फिर यह एक यह दोनों उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार के समूह को लें यह हे यह यहाँ है यहाँ यह हाँ है लेकिन यहाँ नहीं तो आप 0 डाल दें तो आप किसी भी समूह के लिए 1 डालते हैं आप 1 डालते हैं अगर यह मौजूद है और अगर यह 0 है अगर यह 1 और 2 मौजूद नहीं है अब आप इस 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं दोनों में बिट्स नंबर सेट है आप दोनों में से कितने देख सकते हैं उपलब्ध है छात्र 1 2 3 छात्र 3 3 इसलिए बी में बिट्स की एक संख्या 1 सेट है लेकिन 2 में नहीं कितने मामले केवल 1 में मौजूद हैं और 2 में नहीं छात्र 2 2 कितने बिट्स केवल 2 में सेट होते हैं लेकिन 1 में नहीं 0 यह एक ऐसा मामला है जिसे आप ए प्लस बी प्लस सी द्वारा समीकरण का उपयोग करके tanimoto गुणांक की गणना कर सकते हैं इसलिए A बराबर 3 B बराबर 2 C बराबर 0 तो इस मामले में यह बराबर है छात्र ३ बाय ५ 3 से 5 3 प्लस 2 यह 3 प्लस है यह 60 प्रतिशत या 06 के बराबर है तो वे 460 यौगिकों को लेते हैं और सभी सक्रिय यौगिकों की इन संरचनाओं की तुलना tanimoto गुणांक का उपयोग करके करते हैं और 05 के कट ऑफ को कहते हैं हम यह करेंगे आपने इस 460 से 159 यौगिकों को समाप्त किया अनुक्रम विश्लेषण की तरह संरचनात्मक विश्लेषण RMSD का उपयोग करते हैं अनुक्रम विश्लेषण यदि हम समानता मैट्रिक्स की समानता को देखते हैं और यहां हम गैर अतिरेक संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए tanimoto गुणांक का भी उपयोग करते हैं तो इस 159 से आप भौतिक रासायनिक गुणों की गणना कर सकते हैं विभिन्न गुणों की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम पाँच महत्वपूर्ण लोगों का आणविक भार 450 प्लस या माइनस 75 लेते हैं इस मामले में 375 से 525 लॉग पी 3 प्लस या माइनस 2 हाइड्रोजन बांड डोनर्स 2 प्लस या माइनस 1 स्वीकारकर्ता 5 प्लस या माइनस 1 और मोलर रेफ्रेक्टिविटी 120 प्लस या माइनस 10 तो हम इन दोनों श्रेणियों का उपयोग करते हैं माइनस और प्लस और स्क्रीन करते है प्रारंभिक 22 मिलियन यौगिक अंत में हमें 5000 से अधिक यौगिकों मिले फिर हमारे पास एक्टिविज़ 159 हैं 6000 डिकॉय अंत में हमें 11000 यौगिक मिलते हैं जो ठीक है इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है कि यह एक लिगैंड पक्ष है जो ठीक है मैंने लिगेंड्स के साथ कहा